ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन है कॉन्करेन्सी नहीं हो सकता है आप चाहते हैं यह तब हो जब इन्हें होने की जरूरत हो तो जब O1 एक सर्विस प्राप्त करने के लिए O2 को एक संदेश m1 भेज रहा है और संभवत उसी समय O3 से सर्विस प्रदान करने के लिए संदेश m2 प्राप्त कर रहा है तो इसे समवर्ती व्यवहार कॉन्करेंट बिहेवियर बैठे हैं जो न तो संदेश भेज रहे हैं और न ही संदेश प्राप्त कर रहे हैं इसलिए वे वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कॉन्करेन्सी को परिभाषित नहीं कर पाएंगे इसलिए कॉन्करेन्सी के ऑब्जेक्ट मॉडल का एक बहुत ही आवश्यक हिस्सा है जिसके साथ हम काम करते हैं और यह कार्टूनिस्ट का नजरिया है कि एक बिल्ली के शरीर के अंदर क्या होता है जैसे वह पूंछ को हिला रही है और एक ही समय में भोजन को पचा रही है खुद के लिए कुछ शिकार करने की कोशिश कर रही है मैं एक अधिक सुविधाजनक उदाहरण के लिए आ रहा हूँ जो मुझे यकीन है कि यह आपके दिल के करीब होगा मुझे यकीन है कि आप सभी विभिन्न पहलुओं में मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं तो यहाँ सिर्फ विभिन्न परिदृश्योंसिनेरिओस से जुड़ा रहेगा हम आमतौर पर कहते हैं मुझे बेस स्टेशन कर रहा हूं तो मेरा फोन कनेक्ट नहीं रहे इसलिए नियमित रूप से यह बेस स्टेशन नहीं है

और SMS प्रदत्त जा रहा है और फोन का कनेक्शन एक अलग सिनेरिओ की आवश्यकता है आप अपने मोबाइल फोन में एक वीडियो देख रहे हैंआप अभी भी बेस स्टेशन से जुड़े हुए हैं इसलिए जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो बिना आपको परेशान किए एक ऐप डाउनलोड और अपडेट किया जा सकता है और आपके फोन में इंस्टॉल हो सकता है आपको व्हाट्सएप मैसेज डिलीवर हो रहा है और आपको इसके लिए नोटिफिकेशन मिल गया है यह सब एक ही समय पर में हो रहा है अगर आप मोबाइल फोन के उपयोग के विभिन्न उदाहरणों के बारे में सोचना शुरू कर दें तो आप देख सकते हैं हर तरह के परिदृश्यसिनेरिओ के लिए आपको 4 5 10 20 अलग अलग चीजों की पहचान की जा सकती है और यह ऐसे कार्य है जो एक ही समय में और सख्त पूर्वनिर्धारित क्रम के बिना होते हैं अतः ऑब्जेक्ट मॉडल में कॉन्करेंसी की मूल धारणा है जिसके साथ हमें काम करने की आवश्यकता है निश्चित रूप से तकनीकी शब्दों में आने के बाद कॉन्करेंसी प्रदान करता है

इसके विपरीत एक लाइटवेट कॉन्करेंसी के माध्यम से होता है इसलिए इन विभिन्न प्रकार के कॉन्करेंसी मॉडल्स को संभालने की आवश्यकता होती है इसलिए जब आप ऑब्जेक्ट मॉडल पहलुओं पर गौर करने की आवश्यकता हो सकती है

हम ऑब्जेक्ट मॉडल ही है एक बार जब यह ऑब्जेक्ट है कि यह ऑब्जेक्ट कब तक बना रहेगा इसी तरह एक ऑब्जेक्ट लोकेशन बदल सकता है इस ऑब्जेक्ट को Thread 1 की मेमोरी स्पेस में बनाया जा सकता है यहां मेरे पास एक ऑब्जेक्ट किया गया है मैं इसे किसी दूसरे स्थान पर Thread 3 मैं ले जाता हूं और कह सकता हूं कि अब इस ऑब्जेक्ट के मुद्दे में संबोधित किया जाता है आनंद लेने के लिए इस कार्टूनिस्ट का दृष्टिकोण देखते हैंमैं इसे समझाने नहीं जाऊंगा आपको अपना समय लेना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यहां पर्सिस्टेन्स लेयर में क्या कहा जा रहा है मुझे इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि पर्सिस्टेन्स तक का समय काल अधिक हैं यदि मैं स्पेस एक्सिस जिन्हें आप सिर्फ कुछ value को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनाया जाता है उदाहरण के लिए यदि आप C के बेसिक्स को जानते हैं और जब आप एक वैल्यू का मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उन सभी का एक साथ मूल्यांकन नहीं कर सकता मैं t1 जैसी किसी चीज़ का मूल्यांकन किस तरह से करता हूं यह a b है और इसे x पर जाना है फिर हम कहते हैं कि t2 t1 c है और अब x को t2 कहेंगे क्योंकि हर समय ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं हमने विभिन्न प्रकार के कई एंप्लॉय होते है इसलिए आउटलाइव प्राप्त होती हैं लोकल फंक्शन इनवोकेशन करते हैं किंतु डेटाबेस के दायरे से बाहर होते हैं इसलिए इस कॉन्टीनुम को बनाने और नष्ट करने का बहुत अधिक भार होगा यदि कोई ऑब्जेक्ट को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए आपको उन्हें कैसे एनकैप्सूलेंटको तैयार कर सकूं तो यह तीसरा कारक है जिसे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है तो संक्षेप में हमने इस मॉड्यूल में तीन मामूली उपयोगी एलिमेंट्स के बारे में बात की है यह ऑब्जेक्ट मॉडल से संबंधित हैं जो मुख्य रूप से सिस्टम को मुख्य नॉनफंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जागरूक होना सीखेंगे और पर्सिस्टेंटस करते हैं या नहीं यदि वे आउटलाइव करते हैं तो आपका तत्काल निष्कर्ष होगा कि एक डेटाबेस होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए एक पर्सिस्टेंटस टूल होना चाहिए अन्यथा सभी वैरियेबल्स और ऑब्जेक्ट जो आपने प्रोग्राम में क्रिएट किए थे वे गायब हो जाएंगे या मैन ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे तो जब आप प्रोग्राम को फिर से चलाएंगे तो आप उसके साथ काम नहीं कर पाएंगे तो ये ऐसे विचार हैं जिनके साथ आपको काम करने की आवश्यकता होगी इसके साथ मैं ऑब्जेक्ट मॉडल के एलिमेंट पर का समापन करूंगा इसके बाद अगले मॉड्यूल में हम ऑब्जेक्ट मॉडल के अन्य विवरणों के बारे में बात करना शुरू करेंगे